सुप्रभात यह आईआईटी खड़गपुर में एनपीटीईएल कार्यक्रम के तहत दर्ज औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पर एक पाठ्यक्रम है मैं सिद्धार्थ मुखोपाध्याय हूं IIT खड़गपुर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग विभाग में कार्यरत हूं और आज हम पाठ 1 की सामग्री को देखने जा रहे हैं तो चलिए मैं अपनी प्रस्तुति शुरू करता हूँ तो यह औद्योगिक स्वचालन और नियंत्रण पर एक पाठ्यक्रम है हम पहले पाठ से शुरू करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम पाठ का सारांश देखें हम सबसे पहले पाठ्यक्रम और विषय का परिचय देने जा रहे हैं और ऐसा करने के बाद हम उद्योग में ऑटोमेशन सिस्टम की भूमिका की जांच करेंगे यह एक कारखाने के लिए क्या करता है इसे इतना अच्छा क्यों माना जाता है क्यों यह सभी प्रकार के कारखानों में इतने व्यापक रूप से विद्यमान पाया जाता है यह कैसे धन उत्पन्न कर सकता है और फिर हम विभिन्न प्रकार के कारखानों और विभिन्न प्रकार के स्वचालन प्रणालियों को देखेंगे जो इन संबंधित प्रकार के कारखानों के लिए उपयुक्त हैं तो इस पाठ में मोटे तौर पर हम यही करने जा रहे हैं इससे पहले कि हम शुरू करें सबसे पहले हमें निर्देशात्मक उद्देश्यों को समझने की आवश्यकता है यही वह है जो एक छात्र से इस पाठ को पढ़ने के बाद पाठ्यक्रम के दायरे और प्रकृति का वर्णन करने में सक्षम होने की उम्मीद की जाती है यह किस प्रकार का पाठ्यक्रम है इस पाठ को पढ़ने के बाद एक्सपोजर मिलने की उम्मीद है वह औद्योगिक स्वचालन को परिभाषित करने में सक्षम होगा कि यह क्या है वह नियंत्रण के साथ स्वचालन की तुलना करने में सक्षम होगा इस कोर्स में इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन और इंडस्ट्रियल कंट्रोल के दो पद हैं जिससे वह समझ पाएगा कि इन दोनों पदों में क्या समानताएं और अंतर हैं वह उन प्रमुख भूमिकाओं का वर्णन करने में सक्षम होंगे जो कि उद्योग में स्वचालन निभाता है और वह दायरे की अर्थव्यवस्थाओं और पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं नामक दो शब्दों को संबंधित करने में सक्षम होगा और देखेगा कि कैसे स्वचालन इन्हें बढ़ाता है वह विभिन्न प्रकार के उद्योगों को वर्गीकृत करने में सक्षम होगा और प्रमुख प्रकार के स्वचालन का वर्णन करेगा जो प्रत्येक प्रकार के लिए उपयुक्त हैं और अंत में उसे इन उपरोक्त बिंदुओं को स्पष्ट करने के लिए औद्योगिक उदाहरण प्रदान करने में सक्षम होना चाहिए अतः इस पाठ को पढ़ने के बाद एक विद्यार्थी से यही अपेक्षा की जाती है अब इससे पहले कि हम वास्तव में पाठ में उतरें आइए हम सबसे पहले औद्योगिक स्वचालन को परिभाषित करें और मेरा अनुभव कहता है कि किसी भी चीज़ को परिभाषित करने का एक बहुत अच्छा तरीका है एक अच्छे शब्दकोश में जाना है और इसका अर्थ खोजने का प्रयास करना है वे शब्द जो पद का निर्माण करते हैं तो आइए औद्योगिक स्वचालन नाम की व्युत्पत्ति देखें तो उद्योग का व्यापक अर्थ में क्या अर्थ है एक उद्योग एक व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि के अलावा और कुछ नहीं है अब आर्थिक गतिविधि का मतलब है कि निर्माण से संबंधित आर्थिक गतिविधि सेवा से संबंधित हो सकती है या यह व्यापार से संबंधित हो सकती है इस पाठ्यक्रम में हम मुख्य रूप से निर्माण से संबंधित हैं इसलिए हम अनिवार्य रूप से विनिर्माण उद्योगों के बारे में बात करेंगे आगे ऑटोमेशन शब्द का अर्थ क्या है ऑटोमेशन शब्द वास्तव में दो ग्रीक शब्दों से लिया गया है एक को ऑटो कहा जाता है जिसका अर्थ है स्वयं और दूसरा अर्थ है दूसरा शब्द माटोस या मूविंग इसलिए एक साथ एक ऑटोमेटन एक उपकरण या एक वस्तु है जो अपने आप चलती है तो अब यह स्वचालन शब्द का सार है और इससे आप बहुत आसानी से समझ सकते हैं और स्वचालन की परिभाषा जो मैंने बनाई है तो स्वचालन की परिभाषा कहती है कि औद्योगिक स्वचालन प्रौद्योगिकियों का एक समूह है जिसके परिणामस्वरूप महत्वपूर्ण मानव हस्तक्षेप के बिना औद्योगिक मशीनों और प्रणालियों का संचालन होता है जिसका अर्थ स्व चलती शब्द में अंतर्निहित है इसलिए इसमें बहुत अधिक ऑपरेटर हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है और इससे भी अधिक यह प्रदर्शन प्राप्त करता है जो मैन्युअल ऑपरेशन से बेहतर है तो एक स्वचालित मशीन ऊब नहीं सकती है यह थकान के कारण गलतियाँ नहीं कर सकती है जो हर बार उसी गुणवत्ता के साथ करने की अपेक्षा की जाती है और निश्चित रूप से यह उन चीजों को भी संभाल सकती है जो बहुत बड़ी हैं जो मानव ऑपरेटरों के साथ करना संभव नहीं है तो इन अर्थों में यह प्रदर्शन प्राप्त कर सकता है जो मैन्युअल ऑपरेशन से बेहतर है इसलिए यह ऑटोमेशन शब्द की एक परिभाषा है जिसे मैंने गढ़ा है आइए अब हम उद्देश्य और पाठ्यक्रम की प्रकृति को देखें इस पाठ्यक्रम का मूल उद्देश्य छात्र को आधुनिक औद्योगिक मशीनों और प्रणालियों के संचालन और नियंत्रण को सक्षम करने वाली तकनीकों के संपर्क में आने के साथ एक एक्सपोजर प्रदान करना है दूसरे शब्दों में यदि आप किसी कारखाने में जाते हैं तो आपको एक सेट का सामना करना पड़ सकता है मशीनों की संख्या उदाहरण के लिए आपको सेंसर का सामना करने की बहुत संभावना है आपको नियंत्रकों का सामना करने की बहुत संभावना है आपको एक्चुएटर्स फिर संचार प्रणालियों मानव यंत्र इंटरफेस का सामना करने की बहुत संभावना है तो विचार यह है कि एक छात्र को कम से कम इनके बारे में कुछ पता होगा जो इन प्रौद्योगिकियों के बारे में कुछ हद तक परिचित होंगे जो आम तौर पर एक औद्योगिक सुविधा में मौजूद होते हैं पाठ्यक्रम की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए सबसे पहले अनिवार्य रूप से हम एक उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को प्रदान करना चाहते हैं जब भी आप किसी तकनीक पर चर्चा कर रहे हों तो आप या तो उपयोगकर्ता के दृष्टिकोण को मूल रूप से समझ सकते हैं कि चीजें कैसे काम करती हैं कुछ राशि हो सकती है एकीकरण की चीजों को एक साथ कैसे रखा जा सकता है और कुछ और मूल रूप से संचालन के पहलू तो यही वह विचार है जिसे हम यहां लेने जा रहे हैं इसके विपरीत डिजाइनर का एक दृष्टिकोण हो सकता है कि अब उन मशीनों को कैसे डिजाइन और बनाया जाए वह यह है कि यह अधिक जटिल कार्य है और इस क्रम में हम ऐसा करने का प्रयास नहीं करने जा रहे हैं हम ज्यादा समय अनुप्रयोगों पर ज्यादातर ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं इसलिए जब हम नियंत्रण पर चर्चा करते हैं तो हम सार हस्तांतरण कार्यों के बारे में बात नहीं करने जा रहे हैं जिसे हम प्लांट कहते हैं बल्कि हम सभी हस्तांतरण कार्यों के बारे में बात करने जा रहे हैं सही है लेकिन हम हमेशा यह स्पष्ट करेंगे कि यह स्थानांतरण फ़ंक्शन भौतिक वस्तु क्या है इसका उपयोग क्यों किया जाता है इसलिए वास्तविक अनुप्रयोग संदर्भ हमेशा हमारी सभी चर्चाओं के साथ रहेगा दूसरी बात हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं हम मुख्य रूप से मौजूदा तकनीकों की एक बुनियादी समझ देने जा रहे हैं जो अपने आप में काफी विशाल है हम कभी कभी कुछ रुझानों पर चर्चा करेंगे लेकिन हम प्रवृत्तियों या अनुसंधान में बहुत अधिक नहीं जा रहे हैं और अंत में हम एक चर्चा शुरू करने जा रहे हैं जो अनिवार्य रूप से अंतःविषय है इसलिए यह केवल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग से संबंधित चर्चा नहीं होगी बल्कि हम विभिन्न बिंदुओं को शामिल करेंगे जैसे कि केमिकल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग और कंप्यूटर विज्ञान और इंजीनियरिंग के पहलू तो इस कोर्स से यही उम्मीद की जा सकती है स्पष्ट करते हुए कि आइए पहले ऑटोमेशन उद्योग की भूमिका पर एक उचित नज़र डालें यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एकमात्र व्याख्यान है जहां हम अगले कई पाठों के लिए जिस तरह की तकनीकों पर चर्चा करने जा रहे हैं उन पर चर्चा करेंगे कि कैसे ये तकनीकें वास्तव में एक प्रभाव उत्पन्न करती हैं जिसे आर्थिक दृष्टि से जबरदस्त लाभ माना जाता है क्योंकि ऑटोमेशन कारखाने के लिए है इसलिए पहले हम यह देखने की कोशिश करते हैं कि मूल रूप से एक कारखाना क्या करता है इसलिए एक कारखाना अनिवार्य रूप से कच्चे या अधूरे माल से शुरू होता है यह या तो कच्चा माल हो सकता है उदाहरण के लिए लोहे में स्टील फैक्ट्री आप लौह अयस्क से शुरू करते हैं जो आपका कच्चा माल है और आप एक पूर्ण उत्पाद का उत्पादन करते हैं जो इस मामले में स्टील है दूसरी ओर यह कुछ अधूरी सामग्री के साथ भी शुरू हो सकता है जो ऐसा है जब आप कार बनाते समय वास्तव में बहुत सारे पुर्जे खरीदते हैं जिनमें से अन्य कारखानों में निर्मित होते हैं और आप उन्हें कार बनाने के लिए एक साथ रखते हैं ताकि आप या तो कच्चे माल से शुरू कर सकें या आप कुछ अधूरी सामग्री से शुरू कर सकें और अंत में एक पूर्ण उत्पाद प्राप्त कर सकें यह किसी भी कारखाने का आवश्यक कार्य है कि वह ऐसा कैसे करता है कि उसे करने के लिए उसे कई चीजों की आवश्यकता होती है उदाहरण के लिए उसे ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे श्रमशक्ति की आवश्यकता होती है और उसे विभिन्न प्रकार के बुनियादी ढांचे की आवश्यकता होती है उसे भूमि की आवश्यकता होती है उसे उपकरण की आवश्यकता होती है उसे पानी की आवश्यकता होती है बिजली आदि तो इन सभी को मैंने तीन अलग अलग प्रकारों में वर्गीकृत किया है एक ऊर्जा है दूसरा जनशक्ति है और दूसरा बुनियादी ढाँचा है और इनका उपयोग करके एक निर्माण प्रक्रिया के माध्यम से कच्ची या अधूरी सामग्री को एक पूर्ण उत्पाद में बदल दिया जाता है तो यह एक कारखाने का मूल कार्य है एक कारखाने का मूल लक्ष्य क्या है बुनियादी आर्थिक लक्ष्य क्या है यह एक व्यवस्थित आर्थिक गतिविधि है मूल लक्ष्य स्पष्ट रूप से लाभ कमाना है अब हमें यह समझना होगा कि मुनाफे पर क्या प्रभाव पड़ता है और हम देखेंगे स्वचालन लाभ कमाने के लगभग हर पहलू को प्रभावित करता है इसलिए यह एक उद्योग की सफलता के लिए इतना महत्वपूर्ण है कि इस बिंदु को बनाने के लिए हम एक बहुत ही सरल समीकरण को परिभाषित करते हैं जो कहता है कि लाभ मूल्य प्रति यूनिट माइनस लागत प्रति यूनिट गुना उत्पादन परिमाण है यहां हम यह मान रहे हैं कि आप जो भी उत्पादन करते हैं उसे एक निश्चित समय में बेच सकते हैं आपको यह मानकर लाभ मिलेगा कि आप इसे यह मानकर बेच सकते हैं कि आप जो भी उत्पादन करते हैं उसे बेच सकते हैं लाभ होने जा रहा है इसलिए इस समीकरण से जो बहुत सरल है आप आसानी से समझ सकते हैं कि लाभ में क्या वृद्धि होगी उदाहरण के लिए यदि आप लागत कम कर सकते हैं तो आपका लाभ बढ़ेगा इसी प्रकार यदि आप उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कर सकते हैं यह मानते हुए कि बाजार काफी बड़ा है ताकि आप उन्हें बेच सकें तो भी आपका लाभ बढ़ेगा और साथ ही यदि आप किसी दिए गए उत्पाद को अधिक कीमत पर बेच सकते हैं तो भी आपका लाभ बढ़ेगा तो अब हम देखते हैं कि कैसे स्वचालन लागत को कम कर सकता है उत्पादन की मात्रा बढ़ा सकता है और कभी कभी कीमत बढ़ा सकता है तो आइए हम प्रति इकाई लागत को देखते हैं इसलिए प्रति इकाई लागत तो प्रति यूनिट लागत किससे प्रभावित होती है इसे कई घटकों में तोड़ा जा सकता है उत्पाद की एक इकाई के उत्पादन की कुल लागत को कई घटकों में तोड़ा जा सकता है ये घटक क्या हैं पहला सामग्री लागत है तो स्पष्ट रूप से सामग्री लागत कुल लागत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है दूसरा ऊर्जा लागत है यह अधिक से अधिक महंगी होती जा रही है न केवल ऊर्जा लागत के कारण अन्य लागतों के कारण भी जो ऊर्जा से जुड़ी हैं उदाहरण के लिए प्रदूषण की रोकथाम अर्थात स्वच्छ ऊर्जा के उत्पादन की लागत और आज की नीतियों के कारण यह लागत अधिक से अधिक हो रही है तो निश्चित रूप से जनशक्ति लागत भी बढ़ेगा यदि आप लोगों को रोजगार देने जा रहे हैं तो आपको उन्हें प्रबंधित करेंगे आपको एक सेट अप करना होगा ये सभी महंगे होने जा रहे हैं और बुनियादी ढांचे की लागत भी है जो भूमि अधिग्रहण की लागत है उपकरण प्राप्त करने की लागत है याद रखें कि भौतिक ऊर्जा और जनशक्ति लागत को कभी कभी कहा जाता है परिवर्तनीय लागत क्योंकि यह वे लागतें हैं जिन्हें आपको बनाना है यह वे हैं जिन्हें आपको आवर्ती आधार पर खर्च करना पड़ता है जबकि बुनियादी ढांचा लागत आम तौर पर एक बार की लागत होती है जिसे आप जानते हैं कि उन्हें कभी कभी लागत कहा जाता है उन्हें निश्चित लागत कहा जाता है तो स्पष्ट रूप से बुनियादी ढांचा यदि आप यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि प्रति इकाई लागत का कौनसा घटक बुनियादी ढांचे में जाता है तो कुल निश्चित लागत को उन इकाइयों की संख्या से विभाजित किया जाना चाहिए जो आपने उस बुनियादी ढांचे का उपयोग करते समय उत्पादित की हैं तो अब देखते हैं कि स्वचालन वास्तव में उन्हें कैसे प्रभावित कर सकता है इसलिए स्वचालन सामग्री की लागत को कम कर सकता है उदाहरण के लिए विभिन्न उदाहरण हैं मान लीजिए कि आपके पास एक शीट धातु उद्योग है इसलिए आप एक बड़ी शीट से कई टुकड़े काटना चाहते हैं यदि आप एक स्वचालित मशीन है और यदि आपको इसे चतुराई से प्रोग्राम किया जाता है तो आपके द्वारा उत्पन्न स्क्रैप की मात्रा बहुत कम होने वाली है यदि आपके पास बेहतर गुणवत्ता है तो उत्पादों की मात्रा जो आपके गुणवत्ता मानकों को पूरा नहीं करेगी और उसे त्याग दिया जाना चाहिए तो आपकी सामग्री लागत समग्र सामग्री लागत घट जाएगी अगला ऊर्जा लागत है स्पष्ट रूप से स्वचालन द्वारा ऊर्जा लागत बहुत अनुकूल रूप से प्रभावित होती है क्योंकि स्वचालित मशीनों को इष्टतम ऊर्जा के साथ काम करने के लिए प्रोग्राम किया जाता है केवल ऊर्जा की मात्रा की आवश्यकता होती है इसलिए आप स्वचालन का उपयोग करके बहुत सारी ऊर्जा लागतों में कटौती कर सकते हैं इसी तरह आपके पास जनशक्ति की लागत स्वाभाविक रूप से कम हो जाती है क्योंकि स्वचालन का मुख्य उद्देश्य जनशक्ति को जितना संभव हो उतना दूर करना है और अंत में बुनियादी ढांचे की लागत इस तथ्य के कारण कम हो जाती है क्योंकि स्वचालन का उपयोग करके आप दिए गए समय में बहुत अधिक संख्या में इकाइयों का उत्पादन करें उस समय के दौरान जब आपके बुनियादी ढांचे का उपयोग किया जा रहा हो तो आपकी लागत प्रति यूनिट है इसलिए आपकी लागत प्रति यूनिट आपकी लागत प्रति यूनिट के बराबर है प्रति यूनिट बुनियादी ढांचा लागत कुल बुनियादी ढांचा लागत इकाइयों की संख्या से विभाजित होने वाली है और चूंकि स्वचालन से इकाइयों की संख्या में वृद्धि होगी याद रखें कि स्वचालन के लिए स्वचालन स्थापित करने में सक्षम होने के लिए यह बुनियादी ढांचा जो कि कुल बुनियादी ढांचा लागत वास्तव में बढ़ जाएगी क्योंकि आपको अधिक परिष्कृत उपकरण स्थापित करने होंगे आपको अतिरिक्त स्वचालन उपकरण स्थापित करने होंगे इसलिए आपकी कुल बुनियादी ढांचा लागत वास्तव में बढ़ जाएगी लेकिन फिर भी प्रति यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर लागत अभी भी प्रति यूनिट इंफ्रास्ट्रक्चर लागत कम हो जाएगी क्योंकि इस तथ्य के कारण कि इकाइयों की संख्या बड़े पैमाने पर बढ़ेगी इसलिए समग्र अनुपात वास्तव में नीचे आ जाएगा तो आप देखते हैं कि स्वचालन का उपयोग करके विभिन्न तरीकों से लागत में कटौती की जा सकती है अब हम उत्पादन की मात्रा पर आते हैं आप उत्पादन की मात्रा कैसे बढ़ाते हैं यह मानते हुए कि आपके पास पर्याप्त सामग्री है आपके पास पर्याप्त जनशक्ति है और आपके पास पर्याप्त मांग है ताकि आप उस हद तक उत्पादन कर सकें जो आप वास्तव में कर सकते हैं स्वचालन कई कारणों से उत्पादन की मात्रा बढ़ाएगा अनिवार्य रूप से आप उत्पादन मात्रा बढ़ा सकते हैं यदि आप एक काम एक इकाई उत्पाद का उत्पादन करने के समय में कटौती कर सके तब तो यह समय क्या है ताकि कुल निर्माण समय को इन शीर्षकों के तहत विभाजित किया जा सके उत्पादन समय सामग्री प्रबंधन समय क्योंकि इकाई का उत्पादन करने में सक्षम होने के लिए आप को एक मशीन से दूसरे मशीन तक ले जाना होगा जितनी तेजी से कि आप उन्हें ले जा सकेंगे उतनी ही गति से आप मशीन पर एक काम रख सकेंगे और जब यांत्रिक कार्य पूरी हो जाती है तो आप इसे उससे दूर कर सकते हैं और आप समय बचा सकते हैं इसलिए उत्पादन समय इस तथ्य के कारण कम हो जाएगा कि आप बड़ी मशीनों को संभाल सकते हैं क्योंकि आम तौर पर विभिन्न उत्पादन मापदंडों को कम किया जा सकता है इसलिए आपके पास उत्पादन समय में कमी होती है आपके पास सामग्री प्रबंधन के लिए ऑटोमेशन उपकरण का उपयोग करके सामग्री प्रबंधन समय में कमी आती है जाहिर है आप निष्क्रिय समय कम कर सकते हैं क्योंकि अब आप स्वचालित हैं और आप अत्यधिक समन्वित हैं आप अधिकतम क्षमता उपयोग करने का प्रयास करते हैं वास्तव में यह शोध के एक क्षेत्र का काम है जिसे संसाधन निर्धारण कहा जाता है ताकि वह समय जब महंगे उपकरण बेकार बैठें है उन्हें कम से कम किया जा सकता है और उन्हें हमेशा काम मे लिया जा सके और अंत में स्वचालित गुणवत्ता आश्वासन II उपकरण का उपयोग करके आप वास्तव में गुणवत्ता आश्वासन समय में कटौती कर सकते हैं वास्तव में यह गुणवत्ता आश्वासन समय अनियंत्रित रूप से बढ़ रहा है क्योंकि पहले लोग बहुत परीक्षण से संतुष्ट होते थे जैसे कि आप बहुत से नमूने में से कुछ यादृच्छिक नमूने उठाते हैं और आप उनका परीक्षण करते हैं और यदि वे पास हो जाते हैं तो आप मान लेते हैं कि हर वस्तु अच्छी है लेकिन अब वह परीक्षण प्रणाली चला गया है और लोग गुणवत्ता में सुधार कर रहे हैं और वे कह रहे हैं कि नहीं यदि कई में अधिमानतः कुछ महीने पहले मैंने देखा है कि कारखाने जो रेलवे लाइन का उत्पादन करते हैं उनमें दुर्घटनाओं को रोकने के लिए एक आवश्यकता थी कि इन सभी रेलों में से प्रत्येक रेल को अल्ट्रासोनिक परीक्षण उपकरण का उपयोग करके दरारों के लिए परीक्षण किया जाए इसलिए जब तक यह उपकरण स्वचालित नहीं होता है और आप बहुत जल्दी से रेल के प्रत्येक टुकड़े को अंदर की दरारों का परीक्षण नहीं कर लेते हैं तब तक आप उत्पादन का परीक्षण करने में बहुत अधिक समय खर्च करेंगे इस प्रकार स्वचालन गुणवत्ता आश्वासन समय की कटौती कर सकता है इसलिए शुद्ध परिणाम यह है कि एक निश्चित समय में उत्पादन की मात्रा बड़े पैमाने पर बढ़ जाती है अगला तीसरा पद यह है कि हम कीमत को अब कैसे प्रभावित कर सकते हैं जैसा कि हमने प्रारंभिक अर्थशास्त्र में सीखा है कि कीमत वास्तव में मांग से बहुत अधिक संबंधित है यही वह केवल स्थान हैं जहां हम मांग पर विचार कर रहे हैं अब तक हम यही सोच रहे हैं कि पर्याप्त मांग है और आप जो चाहें बेच सकते हैं यदि आप यह अच्छी तरह से जानते हैं कि यदि आप किसी वस्तु की कीमत बढ़ा सकते हैं तो उसकी मांग कम होती हैं क्योंकि ऐसा करने पर उसे कम लोग ही खरीद सकते हैं अब दूसरी ओर सवाल यह है कि अगर कीमत कम की जा सकती है तो मांग बढ़ सकती है जो कि आजकल हम देखते हैं कि सेल फोन की कीमत कम हो रही है और इसके परिणामस्वरूप सेल फोन उपयोगकर्ता की मांग बढ़ जाती है और फिर लाभ समीकरण का क्या होता है कीमत कम हो रही है लेकिन मांग बढ़ रही है यह कीमत माइनस कॉस्ट इन डिमांड समीकरण कुल मिलाकर बढ़ जाती है इसीलिए आप कभी कभी कीमत कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इसे कुछ राशि से कम करते हैं तो मांग इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि लाभ समीकरण में मांग से गुणा हो जाता है जिससे आप वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो आप कीमत कम करके मांग को प्रभावित कर सकते हैं और फिर भी अधिक लाभ कमा सकते हैं यदि आप लागत में कटौती कर सकते हैं क्योंकि मूल्य घटा लागत आप स्थिर मूल्य रह सकते हैं आप कम कर सकते हैं फिर मूल्य घटा लागत वही रहता है लेकिन मांग बढ़ जाती है यह कीमत माइनस कॉस्ट इन डिमांड इक्वेशन कुल मिलाकर बढ़ जाती है इसीलिए आप कभी कभी कीमत कम करने की कोशिश करते हैं क्योंकि आप जानते हैं कि अगर आप इसे कुछ राशि से कम करते हैं तो मांग इतनी अधिक मात्रा में बढ़ जाएगी कि जब इसकी जब लाभ समीकरण मांग से गुणा हो जाता है तो आप वास्तव में लाभ प्राप्त कर सकते हैं तो आप कीमत कम करके मांग को प्रभावित कर सकते हैं और फिर भी अधिक लाभ कमा सकते हैं यदि आप लागत में कटौती कर सकते हैं क्योंकि मूल्य घटा लागत आप स्थिर मूल्य रह सकते हैं आप कम कर सकते हैं फिर मूल्य घटा लागत वही रहता है लेकिन मांग बढ़ जाती है तो इस तरह से आप अधिक लाभ कमा सकते हैं यदि आपकी मांग है और यदि आप उच्च गुणवत्ता का एक वस्तु बना सकते हैं और यदि आप यह स्थापित कर सकते हैं कि आपके उत्पादों की गुणवत्ता वास्तव में अधिक है तो आप इसके लिए अधिक कीमत ले सकते हैं उदाहरण के लिए यदि आप एक टीवी की दुकान पर जाते हैं तो आप पाएंगे कि एक ब्रांड काफी कम दूसरी ओर एक ब्रांड एक तिहाई अधिक कीमत पर बेचा जा रहा है तीस या चालीस प्रतिशत अधिक कीमत पर और फिर भी लोग आते हैं और उस ब्रांड को खरीदते हैं क्यों क्योंकि लोगों को लगता है कि ब्रांड वास्तव में उच्च गुणवत्ता वाला है इसलिए यदि आप गुणवत्ता बढ़ा सकते हैं तो आप कीमत बढ़ा सकते हैं और आपकी मांग वही रहेगी तो उस रास्ते से भी आप अधिक लाभ कमा सकते हैं इसलिए आप या तो कीमत कम करके या गुणवत्ता बढ़ाकर अधिक लाभ कमा सकते हैं यही कारण है कि गुणवत्ता पर एक जुनूनी ध्यान केंद्रित किया जाता है अब किसी उत्पाद की गुणवत्ता कहां से आती है किसी उत्पाद की गुणवत्ता स्पष्ट रूप से इसकी सामग्री से आती है यह निर्माण की प्रक्रिया से भी आ सकती है जो अत्यंत महत्वपूर्ण है अब निर्माण की यह प्रक्रिया जैसा कि आप देखेंगे स्वचालन से अत्यधिक प्रभावित हो सकती है उदाहरण के लिए यदि आप एक मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं यदि आप एक कंप्यूटर को संख्यात्मक रूप से संचालित मशीन बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो आपके द्वारा उत्पादित आयामों की विनिर्माण सहनशीलता काफी बड़ा हो सकता है यह स्वचालन द्वारा बहुत अधिक बढ़ाया जाता है ठीक इसी तरह यह भी है कि यदि आप एक प्रक्रिया देते हैं तो एक प्रक्रिया के लिए बहुत करीबी नियंत्रण की आवश्यकता होती है जो कि आपके पास एक अच्छी कार होने पर भी आपको इसे अच्छी तरह चलाना होगा तो नियंत्रण ड्राइविंग है इसलिए स्वचालन का उपयोग करके और जटिल कंप्यूटर प्रोग्राम का उपयोग करके आप वास्तव में अधिक परिष्कृत नियंत्रण एल्गोरिदम का एहसास कर सकते हैं जिससे आपको बहुत बेहतर गुणवत्ता भी मिलेगी तो इस तरह स्वचालन गुणवत्ता को बढ़ा सकता है जो बदले में लाभ में वृद्धि करेगा